तो डेटा प्रोसेसिंग निर्देश जो हमारे लिए निर्देशों की पहली श्रेणी है एआरएम में तो यह बड़ी संख्या में अंक गणितीय संचालन का समर्थन करती हैं जैसे जोड़ घटाव और गुणा तो एक बात जो आप यहाँ ध्यान दें कि विभाजन समर्थित नहीं है इसलिए इसे एक प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में लिया जा सकता है लेकिन समस्या यह है कि इसका विभाजन सहायक होना तो विभाजन एल्गोरिथ्म लागू किया जाना है और इस तरह से आर्किटेक्चर जटिल हो जाएगा तो अगर आपको सच में विभाजन की जरूरत है तो आप संभवतः सॉफ्टवेयरका प्रयोग कर सकते हैं और कई मामलों में इसका उपयोग नहीं हैं तो यह जोड़ घटाव और गुणा था तो ये 3 हैं निर्देश जो समर्थित हैं और गुणन को बहुत शक्तिशाली बनाया गया है जो कि हम देखेंगे और जो कि कुछ हद तक इस डिवीजन ऑपरेशन का ख्याल रखता है फिर बिट वॉइस लॉजिकल ऑपरेशन वह वहां है तो हम लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हैं ऑपरेशन वे 2 32 बिट ऑपरेंड लेते हैं और एक 32 बिट मान लौटाते हैं तो आंतरिक चरण 32 बिट प्रोसेसर है इसलिए यह 32 बिट डेटा के आसपास सभी ऑपरेशन करता है पहला ऑपरेंड और परिणाम भी रजिस्टर होना चाहिए तो यह महत्वपूर्ण बात है कि पहलेऑपरेंड के लिए जो एक रजिस्टर होना चाहिए और परिणाम भी एक रजिस्टर होना चाहिए तो यही कारण है कि यह एक आर्किटेक्चर का एक पंजीकृत प्रकार है फिर दूसरा ऑपरेंड यह एक रजिस्टर हो सकता है या यह एक तत्काल मूल्य हो सकता है और यदि दूसरा ऑपरेंड एक रजिस्टर है तो इसे ALU में भेजने से पहले इसे शिफ्ट या रोटेट किया जा सकता है तो पहला ऑपरेंड रजिस्टर है और दूसरा ऑपरेंड रजिस्टर या तत्काल मान हो सकता है तो अगर यह एक रजिस्टर है तो मान रजिस्टर से लिया जाएगा यदि यह एक तत्काल ऑपरेंडहै तो मान सीधे लिया जाएगा तो इस तरह से मूल्य निर्देश ओपकोड में उपलब्ध होंगे निर्देश में ही तो मूल्य वहाँ से लिया जाएगा और यदि रजिस्टर के लिए है तो आप इस तरह से इसे शिफ्ट रोटेट कर सकते हैं तो आपको याद रहे कि वहां बैरल शिफ्टर है और यह रजिस्टर फाइल से जुड़ा है तो वहाँ से जब यह आ रहा होगा तो यह उस रजिस्टरको लेगा रजिस्टर का मान उस बैरल शिफ्टर में आ जाएगी और बैरल शिफ्टर वैल्यू को शिफ्ट करेगी जोकि रजिस्टर से अंदर आ रहा है तो इस तरह से हमारे पास यह शिफ्ट ऑपरेशन इसके भाग के रूप में है लेकिन अगर यह दूसरा ऑपरेंड एक तत्काल ऑपरेंड है तो तत्काल ऑपरेंड 32 बिट मूल्य होना चाहिए तो उनके पास 32 बिट मूल्य होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ एक परेशानी है क्योंकि निर्देश ही 32 बिट है और फिर मैं बता रहा हूं कि तत्काल ऑपरेंड 32 बिट भी होना चाहिए तो यह इस तरह है मान लीजिए मुझे एक ऐड निर्देश मिला है तो मैं कहता हूं कि जोड़ें R1 के साथ32 बिट मान 25 हेक्स मान लीजिए और परिणाम R2 में संग्रहीत किया जाता है जिसका अर्थ है कि R2 मिलेगा R1 प्लस 25 हेक्स से अब आप उस पूरे निर्देश को देखें 32 बिट है इस पूरे निर्देश का कोडिंग 32 बिट है और यह कहता है कि यह तत्काल ऑपरेंड 25 हेक्स है तो यह भी एक के रूप में कोडित किया जाना चाहिए 32 बिट निर्देश 32 बिट संख्या और यह एक समस्या है तो यह स्वाभाविक रूप से आप सभी संख्याओं को 32 बिट मान से प्रतिनिधित्व करें और यह एआरएम लोगों ने क्या किया है इसलिएउन्होंने केवल 32 32 बिट संख्या की एक श्रेणी की अनुमति दी है जिसे दूसरे ऑपरेंड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कैसे चलिए हम देखते हैं इसलिए सभी 32 बिट स्थिरांक निर्दिष्ट नहीं किए जा सकते हैं तो जो संख्या की अनुमति है तो सभी द्विआधारी वाले को 8 आसन्न बिट पदों के समूह में और 2 बिट सीमा पर होना चाहिए क्या ऐसा है हमें यह बात समझ आ गई है मान लीजिए कि यह 32 नंबर है जो मुझे मिला है और उस संख्या में यह बिट संख्या 0 है यह बिट संख्या 31 है तो यह सभी बीच के बिट्स 0 हो जाते हैं और आपको एक ब्लॉक मिलता है तो यदि आप सबसे बाय तरफ के 1 और सबसे दाई तरफ की 1 को चिह्नित करते हैं तो बीच में0 या 1 हो सकता है तो यह 8 बिट होना चाहिए इसलिए संख्या 1 को 8 बिट्स के ब्लॉक में वितरित किया जाना चाहिए और यह ब्लॉक यह मनमाने ढंग से शुरू नहीं कर सकता है तो यह 2 बिट सीमाओं पर होना चाहिए जैसे यह स्थान 0 पर शुरू हो सकता है लेकिन यह स्थान 1 पर प्रारंभ नहीं हो सकता है इसलिए यह स्थान 2 पर प्रारंभ हो सकता है तो इस तरह काम कर सकता है इसलिए यह प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु है तो वे 2 के बहुभागी होने चाहिए तो केवल उन प्रकार की संख्या जो प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होगा और यह कैसे किया जा सकता है इसलिए अगर हम अभी पीछे देखें तो यह कहता है कि एक वैध तत्काल ऑपरेंडn तो यह इस तरह से 2 r में घुमाया जाता है जहां i 0 और 255 के बीच की संख्या है तो यह एक 8 बिट संख्या है तो यह है 0 और 255 के बीच यह 0 और 255 के बीच है और यह r 0 और 15के बीच है इसलिए अगर यह 0 और 15 है तो यह दाईं ओर घुमाया जा सकता है यह 0 बिट से 30 बिट तक हो सकता है तो इतने सारे पदों पर इसे शिफ्ट किया जा सकता है लेकिन यह r का मान 0 के बराबर हो सकता है तो उस स्थिति में कोई रोटेशन नहीं है अगर r का मान 1 है यह 2 बिट्स रोटेट करेगा r का मान 2 के बराबर है इसलिए 4 बिट्स द्वारा रोटेशन होगी तो आप देखते हैं कि यह भी सम सीमाओं से स्थानांतरित हो रहा है इसलिए यह विषम सीमाओं में संख्या नहीं पा सकते है इसलिए उदाहरण के लिए यह संख्या 255 है तो 255 आप इस प्रारूप में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं क्योंकि आप i 255 के बराबर और r 0 के बराबर ले सकता हूं जो ठीक है इसी तरह आप 256 का भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं क्योंकि मैं i को 1 के बराबर और r को12 के बराबर ले सकता हूं इसलिए अगर मैं i को1 के बराबर और r को12 के बराबर लेता हूं तो क्या होगा कि यह i 1 के बराबर है संख्या इतनी है अगर मैं संख्या लेता हूं तो यह 0000 0000 0000 है तो इस तरह से अंततः 0001 और मैं इसे 24 बिट्स से दाएं तरफ घुमा रहा हूं तो यह r में 2 है 24 बिट तो मैं इसे इस तरह रोटेट करूंगा तो अगर मैं इसे घुमाता हूं तो यह 1 इस स्थिति में आ जाएगा तो जहां यह 1 है तो वहां 0000 0000 होगा तो यह संख्या 256 है और यह सभी बिट्स 0 होगा इसलिए आप रोटेशन करते हैं और देखते हैं कि यह इस तरह की संख्या होगी तो यह 32 बिट नंबर होगा और यहां यह बिट संख्या 9 पर 1होगी और अन्य सभी बिट्स 0 हैं तो इस तरह से हम इस विशेष प्रारूप में संख्या 256 का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं इसलिए उन सभी नंबरों को जिन्हें इस विशेष प्रतिनिधित्व में लाया जा सकता है उन्हें तत्काल ऑपरेंड की अनुमति दी जाएगी अन्य को अनुमति नहीं हैं अब यह उपयोगी क्यों है तो यह इस तरह है कि कई बार क्या होता है कि एम्बेडेड अनुप्रयोग के लिए है तो हमारे पास एआरएम प्रोसेसर है मान लीजिए और हमें बाहर की और से संकेत मूल्य मिल रहे हैं तो कई मामलों में वे केवल 8 बिट मान हैं हालांकि आंतरिक रूप से मैं कुछ 16 बिट प्रसंस्करण और 32 बिट प्रसंस्करण करते है इसलिए जब हम बाहर से मान ले रहे हैंमान लीजिए कि डीसी एनालॉग डिजिटल कनवर्टर या कुछ डिजिटल स्विच के मूल्य और वह सब तो अगर मैं मूल्य ले रहा हूं तो कई मामलों में मूल्य केवल 8 बिट हैं इसलिए यह पर्याप्त है जो मैंने डाला है इसलिए इस 32 संकेतन में ये 8 बिट्स एक निश्चित स्थिति में स्थित होंगे जब मैं बाहर से यह 8 बिट डेटा प्राप्त कर रहा हूं तो यह 1 के बाकी स्थान सार्थक नहीं हैं तो कई मामलों में यह पर्याप्त है तो आपको 32 बिट स्थिरांक रखने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए यह अभी तक है इस तरह किया कि हमें यह संकेतन मिल गया और यदि आपको बुरी तरह से अधिक संख्या वाली बिट्स की आवश्यकता है जो कि इस श्रेणी में फिट नहीं हैं तो इस उद्देश्य के लिए आपको किसी तरह उस नंबर को किसी रजिस्टर में लोड करना होगा आपको उस स्थिर संख्या को मेमोरी लोकेशन में रखना होगा जिसे आपको एक रजिस्टर में लोड करना है और उसके बाद आप रजिस्टर ऑपरेशन को उसी तरह से कर सकते हैं इसलिए इसमें कोई रोक नहीं है तो आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं लेकिन अगर आप तत्काल ऑपरेंड के रूप में उपयोग करने कि कोशिश कर रहे तो हमें इस कन्वेंशन का पालन करना होगा तो अगला हम देखते हैं उन अंकगणितीय निर्देशों को जिनके द्वारा कंडीशन फ्लैग को संशोधित करने के ऐच्छिक है ADD निर्देश हमें दो संस्करण ADD और ADDS देते हैं तो यह ADD निर्देश ADD R1 R2 R3 तो यह जोड़ेंगे R1 R2 R3 तो R2 और R3 को जोड़ा गया है और यह R1 पर परिणाम आ रहा है तो हमारे पास जो ऑपरेंड फॉर्मेट है उसमें आपकोड के बाद डेस्टिनेशन पहली ओपेरंड और दूसरी ओपेरंड इस श्रेणी में रहेंगे इसलिए सभी निर्देश इस विशेष स्वरूप का पालन करेंगी फिर अगला निर्देश ADD R1 R2 R3 LSL 2 है तो यह मूल रूप से ऐसा मामला है जब दूसरा ऑपरेंड एक रजिस्टर होता है और इसे 2 बिट्स द्वारा बाएं तरफ स्थानांतरित किया जाता है तो यह समग्र निष्पादन R1 R2 R3 4 है इसलिए R3 को 2 बिट्स द्वारा बाएं तरफ स्थानांतरित कर दिया जाएगा इसलिए इसे 4 से गुणा किया जाएगा इसलिए R1 को R2 प्लस R3 4 मान मिलेगा इसलिए इन दो निर्देशों ये दोनों ADD निर्देश वे स्टेटस फ्लैग या कंडीशन फ्लैग को प्रभावित नहीं करते हैं जबकि यह ADDS निर्देश यह ADDS R1 R2 R3 LSL हैश 2 कंडीशन फ्लैग को प्रभावित करेगा इसलिए यहां R1 के साथ समान ऑपरेशन होगा R1 बराबर R2 प्लस R3 4 लेकिन साथ ही साथ यह कंडीशन फ्लैग सेट करेगी इसलिए परिणाम के आधार पर यदि परिणाम 0 हो जाता है तो जीरो फ्लैग सेट किया जाता है इसलिए NZCV तो वे फ्लैग वहां मौजूद थे तो उन फ्लैग को प्रभावित करेगी इसलिए चूंकि यह सेटिंग वैकल्पिक है तो मेरे पास लचीलापन है जैसे कि कुछ निर्देश फ्लैगसेट करता है मान लीजिए कि यह निर्देश फ्लैग को सेट करता है मुझे यहां फ्लैग की जांच करने की आवश्यकता नहीं है मैं इस फ्लैगसेटिंग को कुछ अन्य अनुदेशों में देख सकता हूं बशर्ते इस श्रेणी के बीच के सभी अनुदेश ADD प्रकार के निर्देश हो तो उनमें यह S नहीं है वे कंडीशन फ्लैग को प्रभावित नहीं कर रहे हैं तो ये डेटा प्रोसेसिंग निर्देश हैं तब हमें डेटा ट्रांसफर के निर्देश मिले हैं तो हमारे पास जो पहली श्रेणी है वह डाटा ट्रांसफर निर्देश है जो एक रजिस्टर से एक मेमोरी स्थान के बीच डेटा जोकि 1 2 या 4 बाइट्स के हैं स्थानांतरित करते हैं तो हमारे पास 1 बाइट डेटा ट्रांसफर2 बाइट डेटा ट्रांसफर या 4 बाइट डाटा ट्रांसफर हो सकते हैं तो कुल वर्ड का आकार 32 बिट है तो आपके पास यह 4 बाइट डेटा ट्रांसफर हो सकता है तो बेस प्लस ऑफ़सेट मोड का भी उपयोग किया जा सकता है तो आप एक बेस उल्लिखित कर सकते हैं और फिर ऑफसेट और फिर इस तरह आप एड्रेस को पूर्व अनुक्रमितपोस्ट अनुक्रमित मोड़ उल्लिखित कर सकते हैं तो हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं अब यह ऑफ़सेट 12 बिट अहस्ताक्षरित तत्काल मूल्य हो सकता है या किसी अन्य तत्काल मूल्य द्वारा स्थानांतरित रजिस्टर मैं कुछ उदाहरण दूंगा तो इस LDR की तरह तो LDR लोड रजिस्टर निर्देश है LDR लोड रजिस्टरको प्रतिनिधित्व करताR0 वर्ग ब्रैकेट R8 इसका मतलब है कि यह रजिस्टर R0 मेमोरी लोकेशन R8 से सामग्री प्राप्त करेगा फिर हमें यह मिल गया है कि यह अप्रत्यक्ष रूप से ऐड्रेसिंग है तो हमारे पास बेस प्लस ऑफसेट तरह की ऐड्रेसिंग जैसे कि LDR R0 R1 R2 है तो R1 बेस एड्रेस है R 2 ऑफसेट है तो इस ऑफसेट को जोड़ा जाता है और फिर यह उस मेमोरी लोकेशन की सामग्री रजिस्टर R0 पर आएगी तब हमारे पास यह ऑफसेटकुछ तात्कालिक मान भी हो सकते हैं R1 हैश 4 तो R0 को मेमोरी लोकेशन R1 4 की सामग्री मिल सकती है और हम पोस्ट इंक्रीमेंट भी पा सकते हैंयह विस्मयादिबोधक चिन्ह है जोकि पोस्ट इंक्रीमेंट की पहचान करता है तोR0 को R14 मेमोरी लोकेशन का सामान मिलेगा और साथ ही R1 का मान भी 4 से बढ़ेगा तो यह पोस्ट इंक्रीमेंट मोड है तो यह बेस ऑफ सेट और पोस्टिंक्रीमेंट है तो आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है कि आप इस LDR R0ब्रैकेट में R1को भीतर रख सकते हैं 16 यह लिखने का एक और तरीका है तो यहाँ R0 को मेमोरी लोकेशन R1 की सामग्री मिलती है उसके बाद R1 को 16 से बढ़ा दिया जाता है इसलिए ये अलग अलग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हैं जो LDR इंस्ट्रक्शन के लिए ARM में उपलब्ध हैं अगला हम एसटीआर जैसे अन्य निर्देश पर गौर करेंगे तो यह एक प्रकार हैं तो LDR लोडिंग के लिए है और इसी तरह एसटीआर स्टोर के लिए है तो बस दूसरा तरीका है इसलिए आप एसटीआर से कुछ रजिस्टर को मेमोरी लोकेशन में कर सकते हैं तो उस रजिस्टर की सामग्री को मेमोरी लोकेशन में संग्रहीत किया जाएगा फिर भिन्न प्रकार के निर्देश जैसे कि LDRH आधे वर्ड को लोड करते हैं फिर STRH आधा वर्ड को स्टोर करते हैं फिर LDRSH जो साइन हाफ वर्ड को लोड करते हैं STRSH साइन हाफ वर्ड को स्टोर करते हैंSTRB बाइट स्टोर करते हैं तो ये विभिन्न निर्देश हैं जो हमारे पास लोड और स्टोर प्रकार में हैं Refer Slide Time 1433 तो यह स्लाइड इस बिग एंडियन और लिटिल एंडियन के अंतर के बारे में बताएगी हमें यह रजिस्टर मिला है R0 यह एक 32 बिट रजिस्टर है मान लें कि इसकी सामग्री एक 10 20 30 40 हेक्साडेसिमलहै इसलिए उन्हें वितरित किया जाता है बाइट्स इस तरह वितरित किए जाते हैं तो 40 बिट्स 0 से 7में और 10 बिट्स24 से 31 में है इसलिए हमें यह उच्चतम ऑर्डर बाइट रजिस्टर के उच्चतम क्रम भाग और सबसे कम क्रम बाइट रजिस्टर के निम्नतम क्रम स्थिति में पाया गया है अब मान लें कि हम इस निर्देश को क्रियान्वित कर रहे हैं STR R0 ब्रैकेट R1 जहाँ R1 का मान 0 x 200 है इसलिए इस 0x200 लोकेशन में यह फिर से 32 बिट लोकेशन है तो यदि यह बिग एंडियन प्रारूप है तो यह उच्च क्रम बाइट सबसे छोटी एड्रेस पर आएगा फिर 20 अगले पर जाएगा तो यह पहली बाइट है तो यह इस स्थान पर जाता है 20 अगले स्थान पर जाता है तो आप अंततः इस सबसे कम ऑर्डर बाइट को देखते हैं तो यह मेमोरी के उच्चतम क्रम वाले हिस्से में आ गया है इसलिए यदि आपकी मेमोरी को 8 बिट वर्ड के रूप में व्यवस्थित किया गया है तो यह सबसे लोएस्ट एड्रेस वाला वॉर्ड है और यह हाईएस्ट एड्रेस वर्ड है तो इस तरह सबसे कम ऑर्डर बाइट उच्चतम ऑर्डर मेमोरी लोकेशन पर चली गई है तो यह है बिग एंडियन प्रारूप है दूसरी तरफ अगर यह लिटिल एंडियन प्रारूप है तो यह सबसे कम ऑर्डर बाइट सबसे कम ऑर्डर के पते पर जाएगा और यह उच्चतम ऑर्डर बाइट उच्चतम ऑर्डर पते पर जाएगा जैसे कि फिर से वही चीज़ अगर यह बाइट संगठित मेमोरी है तो यह 40 सबसे छोटे पते 30 अगले पते 20 अगले और 10 उच्चतम पते पर जाएं तो इस तरह से यह जाएगा इसलिए जब तक आप 32 बिट वर्ड के रूप में पढ़ और लिख रहे हैं तब तक कोई अंतर नहीं है तो दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है लेकिन यदि आप एक बाइट लोड कर रहे हैं जैसे कि यह निर्देश LDRB लोड बाइट कहें तो R2 रजिस्टरमें R1 द्वारा इंगित मेमोरी स्थान की सामग्री लोड हो जाएगा तो इस मामले में R1 बाइट मूल्य10 को इंगित करता है तो 10 लोड किया जाएगा और लिटिल एंडियन प्रारूप में तो यह R1 इस स्थान दो सौ को इंगित करेगा जिसका मान 40 होगा इसलिए 40 को R2 में लोड किया जाएगा इस स्थिति में अंतर आ जाएगा अन्यथा यदि आप वर्ड स्तर पर लिख पढ़ रहे हैं तो कोई अंतर नहीं है अगला हम इस ब्लॉक डेटा ट्रांसफर प्रकार के निर्देश को देखते हैं और उन्हें लोड स्टोर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन LDM STM के रूप में जाना जाता है तो यह LDM STM निर्देश वे वास्तव में उस MOVs अनुदेश का संस्करण हैं जो हमारे पास 8086 प्रकार के प्रोसेसर में हैं जैसा कि मैं बता रहा था तो आप 1 से 16 रजिस्टरों से या मेमोरी से ट्रांसफर कर सकते हैं तो मैं एक उदाहरण दूंगा और फिर वापस आएंगे तो मान लीजिए कि मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं कुछ डाटा स्थानांतरण करना चाहता हूं इसलिए यह LDMIA निर्देश जो 48 बाइट्स डेटा को स्थानांतरित करेगा क्योंकि R12 बेस उस ब्लॉक की ओर इशारा करता है जहां स्रोत डेटा शुरू होता है इस प्रकार उन्हें इस R0 से R11 में कुल 48 बाइट्स में लोड किया जाएगा यह STMIA निर्देश है तो यह R13 द्वारा इंगित किए गए स्थान पर मूल्यों को संग्रहीत करेगा इसलिए इस तरह मैं सीपीयू रजिस्टर और मेमोरी ब्लॉकों के बीच इस ट्रांसफर से उच्च आकार के ब्लॉक लोड कर सकता हूं तो यह स्थानांतरण रजिस्टर वे रजिस्टरों के वर्तमान बैंक के किसी भी सबसेट या रजिस्टरों के किसी भी उप उपयोगकर्ता बैंक के संचालन के विशेषाधिकार प्राप्त मोड में हैं आप आधार रजिस्टर ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रिमेंटका उपयोग कर सकते हैं तो यह स्टैक को लागू करने के लिए उपयोग किया जा सकता है और बड़े ब्लॉक के डाटा को मेमरी मैं स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है इसलिए एआरएम प्रोसेसर में हमने बताया कि स्टैक डिफ़ॉल्ट रूप से वहां नहीं है इसलिए यदि आप स्टैक को लागू करने के इच्छुक हैं तो आप इस लोड मल्टीपल और स्टोर मल्टीपल इस प्रकार के निर्देशों का उपयोग कर सकते हैं तो हम देखेंगे कि तो यदि आप स्टैक परिस्थिति के अनुसार हैं तो स्टैक के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं जैसे कि इस तरह कह सकते हैं यदि यह मेमोरी है जिस पर मैं एक स्टैक लागू करने का प्रयास कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं यदि यह सबसे छोटी एड्रेस है तो यह 0000 वाला एड्रेस है और एड्रेस इस दिशा में बढ़ रही है और मुझे यह विशेष एड्रेस मिला है जहां से स्टैक शुरू होगा और ये पता 1000है ठीक है अब मेरा स्टैक जब मैं एक पुश ऑपरेशन कर रहा हूं तो यह इस दिशा में बढ़ता है तो स्टैक पॉइंटर का मान पहले पुश के बाद 999 हो जाता है फिर दूसरे पुश के बाद यह 998 हो जाता है तो यह इस दिशा में बढ़ता है तो यह निचले एड्रेस की ओर बढ़ता है ठीक है तो यह निचले एड्रेस की ओर बढ़ता है अन्य संभावना यह है कि यह उच्च एड्रेस की ओर बढ़ता है तो इन निर्देशों के बाद मेरा स्टैक इस दिशा में बढ़ता है तो शुरू में स्टैक पॉइंटर 1000 था पहले पुश के बाद स्टैक पॉइंटर 1001 हो जाएगा उसके बाद स्टैक पॉइंटर 1000 हो जाएगा तो यह इस दिशा में बढ़ेगा तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि यह एक अवरोही स्टैक है यह स्टैक एक अवरोही स्टैक है क्योंकि स्टैक पॉइंटर मानों में कमी हो रही है तो यह हजार से 999 से 998 वगैरह था और पॉप ऑपरेशन के लिए स्टैक पॉइंटर वैल्यू बढ़ाई जाएगी इसलिए इस प्रकार का कार्यान्वयन एक अवरोही स्टैक कार्यान्वयन है दूसरी ओर यहाँ स्टैक पॉइंटरका मान बढ़ रहे हैं तो इसे आरोही स्टैक कहा जाएगा तो स्टैकपॉइंटरका मान क्रमिक स्टैक ऑपरेशनके साथ क्रमिक पुश ऑपरेशन के साथ बढ़ रहे हैं और पॉप ऑपरेशन के साथ यह स्टैक पॉइंटर मान घटेगा तो हमारे पास अवरोही स्टैक आरोही स्टैक हैं दोनों सही हैं इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है तो दोनों सही हैं तो कोई भी कार्यान्वयन कन्वेंशनका पालन कर सकता है एक और कन्वेंशन जो हम ले सकते हैं मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरा स्टैक इस बिंदु पर शुरू होता है यह स्थान 1000 है यह एक स्थान 1000 है अब किसी समय स्टैक इस तक बढ़ गया है तो यह 1020 के स्थान पर चला गया है अब इसका क्या मतलब है मेरा स्टैक पॉइंटर यहाँ है मेरा स्टैक पॉइंटर यहाँ है तो अगर स्टैक पॉइंटर वहां है तो वहां मेरी दो संभावनाएं हो सकती हैं तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं एक अर्थ यह है कि स्टैक वास्तव में इस बिंदु तक भरा हुआ है इस तक यह पूर्ण है और अगला है पुश ऑपरेशन इस स्थान को भर देगा तो यह एक संभव कार्यान्वयन है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जहाँ भी स्टैक पॉइंटर आसानी और खाली स्थान को इंगित करता है तो वह स्थान रिक्त है और अगला पुश ऑपरेशन डेटा को वहां रखेगा और अन्य कन्वेंशन यह है कि स्टैक प्वाइंटर इस स्थान के अलावा पिछली स्थान को इंगित कर रहा है तो एक पुश ऑपरेशनoperation करने के लिए मुझे पहले स्टैक पॉइंटर को लागू करना चाहिए और फिर स्टैक पर डेटा डालना चाहिए तो इस तरह मेरे पास एक और वर्गीकरण हो सकता है जिसे पूर्ण स्टैक कहा जाता है और एक और दुसरा संस्करण खाली स्टैक कहा जाता है तो उनका मतलब यह नहीं है कि स्टैक भरा हुआ है या स्टैक उसी तरह खाली है तो फुल स्टैक का अर्थ है कि स्टैक पॉइंटर स्टैक में अंतिम फ़ील्ड प्रविष्टि तक इशारा करता है जबकि इस खाली स्टैक का मतलब होगा कि यह स्टैक पॉइंटर अगले खाली स्लॉट में जहांअगले डेटा डाला जा सकता है की ओर इशारा करता है ठीक तो कुल मिलाकर मुझे दो और वेरिएंट मिल गए हैं एक फुल स्टैक है दूसरा एमटी स्टैक है इसलिए अगर मैं इन दोनों और इन दो को ध्यान में रखता हूं तो मुझे चार अलग अलग प्रकार के स्टैक कार्यान्वयन मिल सकते हैं पूर्ण अवरोही स्टैक पूर्ण आरोही स्टैक खाली अवरोही स्टैक और खाली आरोही स्टैक तो 4 वेरिएंट हो सकते हैं तो एआरएम प्रोसेसर वे आपको इस प्रकार के किसी भी संस्करण के लिए प्रतिबंधित नहीं करते हैं तो आपके पास स्टैक के सभी 4 संस्करण हो सकते हैं लेकिन आपको इसे करने के लिए अपने स्वयं के निर्देशों का उपयोग करना पड़ सकता है इसलिए आपको इसे अलग से लागू करना होगा तो यह एकमात्र आवश्यकता है लेकिन यह एआरएम प्रोसेसर आपको उस पर रोक नहीं देगा दूसरी तरफ यदि आपको 8085 या 8051 याद है तो स्टैक पॉइंटर की एक विशिष्ट कहावत है कि यह खाली स्लॉट को इंगित करता है और पुश ऑपरेशन पहले स्टैक पॉइंटर को बढ़ाता है और फिर उसके बाद मान को कॉपी करता है इसका मतलब है इसके पास वास्तव में है पूर्ण स्टैक कार्यान्वयन है और स्टैक पॉइंटर हमेशा कम हो रहा है तो यह एक पूर्ण अवरोही स्टैक है जो हमारे पास था लेकिन आर्म प्रोसेसर आपको स्टैक के किसी भी वैरिएंट की अनुमति देता है तो हमारी चर्चा में वापस आ रहे है तो हमारे पास 4 अलग अलग वेरिएंटहै अवरोही या आरोही और पूर्ण स्टैक पॉइंटर जो आखिरी भरे हुए एड्रेस को इंगित करता है या खाली स्टैक पॉइंटरजो अगले उपलब्ध एड्रेस को इंगित करता है इसलिए हमें इस निर्देश के विभिन्न प्रकार मिले हैं जैसे कि स्टोर मल्टीपल फुल डिसेंडिंग और LDMFM लोड मल्टीपल फुल डिसेंडिंग तो उनका उपयोग पूर्ण अवरोही स्टैक कार्यान्वयन मे किया गया है वैसे हि STMFA और LDMFA को पूर्ण आरोही स्टैक कार्यान्वयन में किया गया तो स्टोर मल्टीपल फुल एसेंडिंग LDMFA लोड मल्टीपल फुल एसेंडिंगSTMED और LDMED एम्प्टी एसेंडिंग स्टैक के लिए तो हम किसी भी वेरिएंट का प्रयोग कर सकते हैं तो आप इन निर्देशों का गड़बड़ ना कर दे जैसे यदि आप STMFD का प्रयोग स्टैक पर मूल्यों को स्टोर करने के लिए कर रहे हैं तो उस समय LDMFA का प्रयोग ना करें ठीक नहीं तो आपको जो मूल्य मिलेगा वह अनुपयोगी होगा लेकिन अन्यथा यहां कोई परेशानी नहीं है इसलिए यदि आप जोड़ी का सही उपयोग कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है तो आपको स्टैक से पॉप आउट किए गए मान वैसे ही होंगे